मानव संसाधन प्रबंधन पाठ्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं इस पाठ्यक्रम के साथ आपकी मदद करुँगी पीछे हमने काफी भिन्न विषयों पर चर्चा की है आज हम कर्मचारी स्वास्थ्य कार्य स्थल पर कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में बात करेंगे तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं यह वह स्रोत हैं जिनका मैंने उपयोग किया है मैंने काफी स्रोतों का उपयोग मैंने कुछ पुस्तकों का उपयोग किया है मैंने रॉबिंस जज और वोहरा गोमेज़ मेजिया और बाल्किन और कार्डि की पुस्तक का उपयोग किया है कास्कीओ गिल्मोर तथा विलियम्स द्वारा संशोधित संस्करण है मैंने कुछ शोध पत्रों का भी उपयोग किया है उनमें से एक स्मिथ एवं उनके सहयोगियों दूसरा इदरीश एवं उनके सहयोगीयों तथा इसके अलावा डिक्सन स्विफ्ट एवं उनके सहयोगियों की है तो चलिए हम अपने चर्चा की ओर चलते हैं तो चलिए हम कार्य स्थल में मनोसामाजिक सुरक्षा वातावरण तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को लेते हैं चलिए कार्य स्थल में स्वास्थ्य एवं कल्याण का क्या अभिप्राय है इससे चर्चा प्रारंभ करते हैं अब जब हम पट्टीका स्लाइड देखते हैं पट्टीका स्लाइड वास्तव में मनोसामाजिक सुरक्षा वातावरण के बारे में बात करती है बड़ा शब्द है बड़ा सामान्य अर्थ है मनोसामाजिक शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं हमें दो शब्द मिलते हैं मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कुछ का संबंध हमारे मस्तिष्क से हैं और कुछ का संबंध हमारे पारस्परिक संबंधों से है जो हमारे वातावरण में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों जिनसे हम प्रत्येक दिन बातचीत करते हैं उनसे है तो मनोसामाजिक का अभिप्राय यही है जब हम मनोसामाजिक सुरक्षा मनोसामाजिक सुरक्षा वातावरण की बात करते हैं हम उस वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं मनोसामाजिक सुरक्षा वातावरण का अर्थ उस वातावरण से है जो हमें मानसिक एवं सामाजिक रूप से सहज तथा भय मुक्त महसूस होने में मदद करता है इसीलिए सामान्य संपूर्ण वातावरण या काम का माहौल जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकें जहां भय ना महसूस हो उसे मनोसामाजिक सुरक्षा वातावरण कहते हैं और कार्य स्थल में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अर्थात मानसिक स्वास्थ्य है आप कुछ नहीं जानते हो कि मानसिक शब्द का अर्थ यहां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा बहुत असहज करने वाला लगाया जाता है जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं हम पागल व्यक्ति को संदर्भित कर रहे होते हैं ये इसका अर्थ नहीं है जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं हम अपने तनाव के स्तर की बात कर रहे होते हैं हम अपने कार्य और परिवार में संतुलन स्थापित करने की क्षमता के बारे में बात कर रहे होते हैंहम अपने कार्य संतुष्टि के बारे में बात कर रहे होते हैं हम कार्य स्थल में अपने भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम सभी मनुष्य हैं मैं अपने कार्य को पसंद या नापसंद कर सकती हूँ मैं अपने सह कर्मियों को पसंद या नापसंद कर सकती हूँ मैं अपनी अंतिम समय सीमा को पसंद या नापसंद कर सकता हूँ मैं अपने अंतिम समय सीमा से सहज या असहज हो सकती हूँ आप जानते हो इसीलिए यह सारी बातों चीजों की गिनती मनोवैज्ञानिक कल्याण के रूप में होती हैं मैं तनाव कैसे ले सकती हूँ मैं अपनी अंतिम समय सीमा से कैसे निपटती हूँ हमें से कुछ लोग बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं और वह अपना अंतिम समय सीमा खुद तय करते हैं लेकिन जिस क्षण कोई हम पर अंतिम समय सीमा थोपने की कोशिश करता है हम संपूर्णत पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं हम बहुत अधिक तनाव ले लेते हैं हमारा रक्तचाप आसमान छूने लगता है और आप जानते हो हम सुन्न पड़ जाते हैं और बस हमें अपनी कार्य करने की क्षमता नहीं होती है लेकिन यदि यही तनाव हम अपने आप पर लेते हैं हम ठीक होते हैं तो आप जानते हैं जब हम मनोवैज्ञानिक कल्याण की बात करते हैं हमारा तात्पर्य यह होता है कि हम कितना और कैसे दबाव महसूस कर झेल सकते हैं और हम अपने काम के माहौल में कितना सहज या कितना मानसिक सहज महसूस करते हैं और यह अच्छे से कार्य करने के लिए अपने कार्य से संतुष्ट होने के लिए तथा कार्य दिवस एवं कार्य सप्ताह को उत्पादक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और मानव संसाधन प्रबंधक के परिप्रेक्ष्य से यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि सभी नहीं तो अधिकांश लोग अपने कार्य स्थल में सहज महसूस करें तो आप जानते हैं इसीलिए मानव संसाधन पेशेवर के परिप्रेक्ष्य से मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण पर चर्चा क्यों बहुत आवश्यक है मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण कार्यस्थल में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को दी जाने वाली प्रमुखता का प्रतिनिधित्व करता है अब प्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधक के परिप्रेक्ष्य से मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण हम कार्य स्थल पर कितना बल या कितना महत्व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और कल्याण को देते हैं उसको संदर्भित करता है और मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण के कुछ तत्व प्रबंधन का सहयोग तथा प्रतिबद्धता है प्रतिबद्धता के वातावरण को बनाए रखने में प्रबंधन कितना इच्छुक है आपके काम के माहौल को कल्याणकारी एवं सहज बनाने के लिए प्रबंधन कितना इच्छुक है या कितना प्रतिबद्ध है ये उनकी प्राथमिकता सूची में कितना ऊपर है संगठनात्मक संप्रेषण एक अन्य तत्व है लोग शायद प्रतिबद्ध हो आप के वरिष्ठ शायद प्रतिबद्ध हो लेकिन तब उन्होंने शायद आपको यह सूचित ना किया हो उन्होंने शायद यह आपको नहीं बताया होगा कि आपके पर्यवेक्षक के रूप में आपको सहज महसूस करवाने के लिए जो सहयोग कर रहे हैं वह कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसीलिएतो जब तक आप यह नहीं जानते हो कि वह क्या कर रहे हैं आप वास्तव में सहज महसूस नहीं कर सकते हो संगठनात्मक हिस्सेदारी तथा सहभागीता एक भिन्न कारक है संगठन कितना सहभागी है शायद संगठन के पास आपके लिए कार्यक्रम हो लेकिन जब तक इन कार्यक्रमों प्रसारित न किया जाएजब तक आपके पर्यवेक्षक आपको यह ना कहें कि इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है आप संगठन में इनकी प्रमुखता को वास्तव में अनुभव शायद ना करें इसीलिए यह सारी चीजें कार्य स्थल में मनोवैज्ञानिक कल्याण या मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण बनाने वाले कारक हैं अब यदि कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस हो या भय ना हो वे यह सोचने की संभावना रखते हैं कि स्थिति उनके लिए सुरक्षित है जोखिम लेने के लिए स्रोत संसाधन प्राप्त करने के लिए नई चीजें सीखने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना सुरक्षित है तो यदि आप जानते हो कि आपका संगठन आप की देखभाल करने जा रहा है जो कार्य आपको सौंपा गया है उस कार्य को करने में आप सहज महसूस करें वे सुनिश्चित करें यदि किसी भी अपरिहार्य कारणों से आप चोटिल हो जाते हैं तो वे आप की देखभाल करेंगे ऐसे समय आप जोखिम ले सकेंगे आप अपने कर्तव्य से ऊपर तथा उसके आगे जाएंगे और तब आप जितना आपसे अपेक्षित है उसे ज्यादा कार्य करेंगे और यह एक विजय की स्थिति होगी आप खुशी महसूस करोगे आप संगठन से जुड़ाव महसूस करोगे आपको परिवार के बाहर एक परिवार का अनुभव होगा उन्हें उनके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होने का एहसास होगा आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी फलस्वरूप संगठन की संपूर्ण उत्पादन बढ़ जाएगी और सभी को उनके हिस्से का अंश मिलेगा संगठन अधिक लाभ सृजित करेगा अंततः आप अधिक बोनस अर्जित करेंगे इसीलिए यह सब के हित में है तथा आप अपने कार्य का आनंद भी लेते हैं और इसीलिए आप अपना कार्य नहीं छोड़ेंगे इसीलिए जो संगठन आपके सहजता के स्तर का देखभाल करती है वहां संगठन के प्रतिनिष्ठा का एहसास बढ़ जाता है इसमें पहला विषय काम का तनाव है चलिए हम तनाव क्या है इसकी चर्चा करते हैं तनाव एक गतिशील स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अवसर मांग या संसाधनों से संबंधित इच्छाओं तथा उनके कथित परिणामों जो अनिश्चित और महत्वपूर्ण हैं उन दोनों के साथ टकराव है बहुत लंबी परिभाषा है हम सभी जानते हैं तनाव क्या है दबाव कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं कि परिणाम क्या होगा इसीलिए अनिश्चितता और महत्ता तनाव के महत्वपूर्ण तत्व हैं मैं इस बारे में तनाव ग्रस्त हूँ आप जानते हैं आमतौर पर हम सिर्फ कहते हैं ओह मैं तनाव में हूँ तनाव किस बारे में मैं अपने परिणामों के बारे में तनाव में हूँ मैं इस बारे में तनाव में हूँ कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरे साहब मुझे क्या बोलेंगे जो कुछ मैंने किया है उसके परिणामों के बारे में मैं तनाव में हूँ मुझे कल अपने काम में क्या सामना करना पड़ेगा इसके बारे में चिंतित हूँ अगले 5 सालों में मेरे जीवन का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में चिंतित हूँ तो आप भटकते कुत्ता सड़क पर क्या कर रहा है इस बारे में तनाव महसूस नहीं कर सकते हैं या अगर आप पशु प्रेमी है तो निश्चित ही आपको इस कुत्ते के विषय में चिंता हो सकती है लेकिन सड़क का भटकते पशु के विषय में वास्तव में चिंतित नहीं होंगे कि पशु मारा जाएगा या उसे दिन भर जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन मिल पाएगा या नहीं लेकिन आप अपने पालतू पशु के समय पर भोजन दिए जाने के विषय में तनाव ग्रस्त हो सकते है तो ऐसा ही कार्य के संबंध में भी है आप अपने कार्य के विषय में तनावग्रस्त हो सकते हैं अपने पड़ोसी के कार्य में उत्पादन पर नहीं आप शायद दूसरे के बारे में तनावग्रस्त नहीं हो सकते हैं आपके कारखाने से एक किलोमीटर दूर कारखाने में क्या चल रहा है चाहे वहां हड़ताल भी हो आप तनावग्रस्त नहीं होंगे लेकिन आपके साहब आपके काम के बारे में क्या बोलेंगे इसके बारे में आप तनाव में होंगे या आपके सहकर्मी क्या बोलेंगे जब उनको पता चलेगा कि आपको बोनस नहीं दिया जा रहा है इस विषय पर भी आप तनाव में हो सकते हैं आपके संगठन में हड़ताल की संभावना हो तो आप तनाव में होंगे यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने जा रहा है और इसकी अनिश्चितता इसे और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाता है यह भारी है इसका भार आपके कंधों पर होता है तनाव कारकों के प्रकार कार्य में तनाव के कारकों के दो मुख्य वर्ग हो सकते हैं हमारे पास चुनौती एक तनाव कारक हो सकता है और हमारी बाधाएं तनाव कारण हो सकते हैं चुनौती तनाव कारक वे तनाव कारक हैं जो कार्यभार कार्य को पूरा करने का दबाव तथा समय की अत्यावश्यकता से संबंधित हैं और बाधा तनाव कारक वे तनाव कारक हो सकते हैं जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं चुनौतियाँ प्राप्य है लेकिन लक्ष्य कठिन है बाधाएं वह होती हैं जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती हैं तनाव की संभावित स्रोत तनाव विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं से आ सकते हैं पहला है पर्यावरणीय कारक उसके बाद आपके पास संगठनात्मक कारक और आपके पास व्यक्तिगत कारक है कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि प्रत्येक कारक क्या है कार्यस्थल में तनाव के कुछ स्रोत पुन जैसा कि मैंने कहा तनाव का संदर्भ पर्यावरण की विषम परिस्थितियों या चुनौतियों को दी गई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से है यह दबाव है पर्यावरण आपको क्या दे रहा है इसके अनुमान में दी हुई आपकी प्रतिक्रिया है तनाव कुछ नहीं बल्कि आप अपने ऊपर क्या लेते हैं मैं मनोविज्ञान के छात्र होने के नातेअपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ मैंने पढ़ा है हमारे तनाव का अनुभव हमारे नियंत्रण में होता है मैं निर्णय करती हूँ कि मैं कितने तनाव में रहूँगी इन चीजों को कितनी महत्ता दी जाए यह मेरा निर्णय होता है इसी कारण से महत्ता का विचार जो हम उन घटनाओं को देते हैं जो हमें तनाव ग्रस्त करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम यह निर्णय करते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो हमें तनावग्रस्त करने जा रही हैं यदि मैं निर्णय करती हूँ कि मेरे पर्यावरण में जो चीजें अनिश्चित है मैं उनसे निपट सकता हूँ ये यह चीजें जो कुछ है मेरे नियंत्रण में है ये वास्तव में अनिश्चित नहीं है यदि मैं इनकी अनिश्चितता दूर कर दूँ तनाव का स्तर नीचे चला जाएगा या यदि मैं इनको बहुत अधिक महत्व ना दूँ या इन से अधिक महत्वपूर्ण चीजों की तलाश करूँताकि प्रमुखता की सूची में यह नीचे चला जाए तनाव से निपटने का यह बहुत कारगर तरीका है ठीक है तो यह मेरा उत्तर है यह एक व्यक्तिगत प्रत्युत्तर है नियंत्रण का बिंदु पथ हमारे अंदर ही स्थित होता है मेरा निर्णय और मैं पुन दोहरा रही हूँ उनसे जो मेरी तरह तनावग्रस्त होने की प्रवृत्ति वाले हैं कृपया इस सलाह को ले और आप कबूल करें कि कार्य स्थल में आप कितने तनाव में रहेंगे इसका निर्णय आप करते हैं कार्यभार कर्मचारी की क्षमता से मेल नहीं खाता है अगर आपके पास बहुत थोड़ा कार्यभार हो या आपके पास अत्यधिक कार्यभार हो आपके पास इतना अधिक कार्यभार हो कि आप दिए हुए समय में उसे पूरा ना कर सके या फिर बहुत थोड़ा कार्य हो और आप उसकी पूरा करने के बाद आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो आपको निराशा महसूस होगी एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि उनके कार्यालय में कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दंडित करने का एक प्रभावी तरीका यह है कि उन्हें सौंपे गए कार्य उनसे वापस ले लिए जाएं और इस रणनीति को मैंने अपने विद्यार्थियों पर आज़माया अद्भुत कार्य किया यदि आप वास्तव में किसी को दंडित करना चाहते हैं ऐसा करने का बड़ा आसान तरीका है जो काम उन्हें दिया गया है वह भी वापस ले ले और उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति दे कम काम करनेवाले को बिल्कुल काम ना दें यह वास्तव में आप पर बहुत अधिक दबाव डालेगा क्योंकि आप महसूस करेंगे कि कुछ तो गलत है पुन महत्ता बढ़ जाएगी आगे क्या आने वाला है इसकी अनिश्चितता बढ़ जाती है और फिर वास्तव में सुधारात्मक कारवाई शुरू हो जाती है कार्य की गति कार्य जिस गति की जा रही है पुन धीमा या अत्यधिक तीव्र हो सकती है करियर की चिंता जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ समय के बाद मेरे कार्य या संगठन में मेरी पोजीशन या मेरी महत्ता को कैसे प्रभावित करेगा यह एक अन्य चीज है जिसमें हमें तनावग्रस्त करने की प्रवृत्ति होती है भूमिका संघर्ष एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है भूमिका संघर्ष से तात्पर्य है आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाए जिसके लिए आप या तो प्रशिक्षित नहीं किए गए हो या आपने खुद ऐसा करने की कल्पना ना की हो या उसका आपके मूल्यों के साथ संघर्ष हो इसीलिए जब हम भूमिका संघर्ष के बारे में बात करते हैं आप जानते हैं प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं हर एक पद पोजीशन जिस पर हम आसीन होते हैं उसकी भूमिका कम या ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं जो उनकी स्थितियों का वर्णन करती है और भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब आपको जो कुछ करने को कहा जाए वह वर्णित परिभाषा के अनुरूप ना हो क्योंकि जब आपको कुछ करने को कहा जाता है आप एक पद पर आसीन होते हैं आपको बताया जाता है कि यह आपकी जिम्मेदारियां हैं ये वो है जिसे आपको करना चाहिए और आपको जो कहा गया है आप उसके अनुरूप कार्य करते हैं लेकिन किसी कारणवश किसी बिंदु पर जब आप की तार्किक सोच आपके विचार में भूमिका क्या होगी तथा इस भूमिका में संगठन आपसे क्या अपेक्षा करता है इसके संरेखण से सहज नहीं होती है यही वह जगह है जहां से तनाव बाहर आना शुरू होता है पारस्परिक संबंधों पर काफी बल नहीं दे सकते हैं मुख्यतः हम तनाव के बारे में बात कर रहे हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं जहां हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उन लोगों के साथ कार्य करेंगे जिनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होता है जिनका साथ हमें पसंद नहीं होता है जिनकी अपेक्षाएँ हमसे तथा संगठन से किसी कारणवश हमारी उनसे की गई अपेक्षाओं से भिन्न होता है इसीलिए ऐसी स्थिति में हमारे सहकर्मियों के साथ संबंध तनाव उत्पन्न कर सकते हैं कार्य पर नियंत्रण समझने में संसाधनों की उपलब्धता तथा पहुंच शामिल है मेरा मेरे काम पर कितना नियंत्रण है हमारे पास क्या संसाधन हैकितना नियंत्रण है क्या है जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं हो सकता है आप अपने काम के लचीलापन को जानते हो यह एक बढ़ा तनाव कारक है अगर आप रचनात्मक विचारकसोचने वाले हो और आपको ऐसे नौकरी पर रखा जाए जहां आपको कदम दर कदम काम करने को कहा जाए आप नवीनता नहीं ला सकते हैं आप बहुत असहज महसूस करेंगे दूसरी तरफ अगर आप नियम से चलने वाले हो तो निर्देश आपको अच्छे लगेंगे आप दोनों के फायदे और नुकसान जानते हैं इसीलिए यदि आपको निर्देशित होना पसंद है तो आपको पसंद है कि आपको बताया जाए कि क्या करना है आपको पसंद है कि कदम दर कदम निर्देश दिया जाए है और आपको ऐसी भूमिका में रखा जाता है जहां आपको खुद से सोचना है रचनात्मक होना है तथा खुद ही हल निकालना है ऐसे कार्य के बारे में आप असहज महसूस करेंगे इसीलिए यह तनाव कारक हो सकता है काम की भावनात्मक मांग भी तनाव कारक हो सकती है पुन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हे भगवान आप जानते हैं वह जितना काम करते हैं जिस तरह का काम करते हैं उनके पास अपार भावनात्मक शक्ति होती है ऐसा समझा जाता है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लोग या पेशेवर है तो आप जानते हैं यदि आपकी चिकित्सा के क्षेत्र से हैं यदि आप एक डॉक्टर हैं या आप एक नर्स हैं या किसी तरह के रखरखाव में हैं या सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल से जुड़े हैं आप हर क्षण लोगों को घायल होते और मरते देखते हैं और आपको उनके परिवारों से निपटना होगा आपको मुद्दों से निपटना होगा आपको अपने आसपास के लोगों की भावनाओं से निपटना होगा और अगर आप भावुक व्यक्ति हैं तब यह सारी चीजें आप को प्रभावित करती है और यह काफी कठिन है मैं कल्पना कर सकती हूँ बहुत कठिन होता है लोगों को ऐसे व्यवसाय में स्थापित होना खास करके वैसे व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील है आप जानते हैं जब वह अपने भावनाओं को वश में रखना ना सीख जाए तब एक सफल चिकित्सक बन सकता है क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं अगर आप किसी छोटे बच्चे को रोता हुआ देखते हैं आप भी उनके साथ रोने लगते हैं और भगवान क्षमा करें अगर आप बाल चिकित्सक हैं और बच्चों को इतने कष्ट में देखते हैं आप जानते हैं आप कैसे अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और आप उस बच्चे का ऑपरेशन कैसे करेंगे जानते हुए की बच्चा शायद जीवित रहेगा या नहीं और मेरा मतलब धन्य है ऐसे व्यवसाय के लोग जो इन व्यवसायों से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता है आपातकालीन सेवाओं के कार्यकर्ता जो दिन रात मनुष्य की से सेवा में होते हैं पशु सेवा से लेकर जुड़े कार्यकर्ता जो पशुओं को विषम परिस्थिति में देखते हैं और उन्हें अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखना पड़ता है और शायद सशस्त्र बलों के लोगों से भी फिर से बड़ा प्रशंसक तुम्हे पता हैंजो जानते हैं कि उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण देकर दूसरों के वध के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि यह आपके कर्तव्य की मांग है मेरा मतलब है बस बंदूक उठाया और दूसरे मनुष्य को मार दिया यद्यपि वो व्यक्ति देश का शत्रु हो मेरे विचार से मनुष्य और मनुष्य जो देश का शत्रु है उसमें फर्क करने के में सक्षम होने के लिए अत्यधिक भावनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है धन्य है वह लोग जो ऐसे व्यवसाय में हैं तो भावनात्मक मांग आप पर बहुत तनाव डाल सकती हैं विमान चालक पायलट पुन अगर आपकी नींद सही नहीं हुई है आप तनावग्रस्त होते हैं यह आपके काम को या किसी भी परिशुद्धता से कार्य करने वाला कार्यकर्ता के काम को प्रभावित करता है यह आपके उद्देश्यपूर्ण एवं अत्यधिक सटीक कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है कार्य में सामाजिक सहयोग हम कार्य में अपने जागे हुए समय का बहुत बड़ा खंड व्यतीत करते हैं यदि हम कार्य में लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहते हैं तो हम असहज महसूस करते हैं यदि कार्य में हमारा कोई मित्र ना हो यह हम पर काफी दबाव डालता है यह हम पर काफी तनाव डालता है और यदि हमारे अधिकारी सहयोगी या कोई भी हमें पसंद ना करते हो तो आप जानते हैं बहुत अधिक दबाव डाल सकते हैं हमें बहुत असहज कर सकते हैं आप नहीं जानते हैं अगला आक्रमण किधर से होगा शायद कार्यस्थल में राजनीति हो और आप नहीं जानते कि आक्रमण किधर से होगा और यह संगठन में आपकी स्थिति को कैसे प्रभावित करने जा रहा है तो यह तनाव का बड़ा कारण हो सकता है कार्यस्थल में मनोवैज्ञानिक तनाव का प्रभाव कार्य स्थल तनाव के कारण होने वाले कुछ समस्याओं के कुछ पक्ष हैं व्यक्तिगत स्तर पर ये कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक सुख को प्रभावित करता है हम असहज महसूस करते हैं आप का रक्तचाप बढ़ सकता है अब चिड़चिड़ा बन जाते हो लोगों से झगड़ना शुरू कर देते हैं आप चिंतित हो सकते हो आप जानते हो आप अपने चारों तरफ की स्थितियों के प्रति कम सहनशील हो सकते हो अवसाद निराशा आप पर लगातार हमले होते हैं वहां कुछ समस्या है जहाँ लगातार अनिश्चितता है कार्य बहुत अधिक हो या कम आपको दुखित करता है और बढ़ता ही रहता है इसका परिणाम हमेशा के लिए उदासी हो सकता है जिसे अवसाद कहते हैं अक्रियाशीलता बहुत अधिक कार्य आप अपने काम से प्यार करते हो लेकिन अंत में आप मनुष्य हो आपकी क्षमताओं तथा शारीरिक शक्तियां सीमित है और किसी एक दिन आप टूट जाओगे आपको दिए गए कार्य को करने में आपकी क्षमता है बिल्कुल निढाल हो गई है यह अक्रियाशीलता थकावट है व्यग्रता विकार दुश्चिंताघबराहट की बीमारियां कार्य में अत्यधिक दबाव या तनाव होते है आपकी व्यग्रता विकार या दुश्चिंताचिंता होने की प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर है कि आपकी तनाव से निपटने की कितनी क्षमता है आप जानते हो यदि आपको मालूम नहीं है कि क्या आप को सामूहिक रखा जाएगा या फिर विभिन्न कारणों से आपके प्रदर्शन ना करने की वजह से आपको निकाला जा रहा है बढ़ी हुई अनिश्चितता की वजह से तनाव अधिक होगा That can cause a lot of problems That can cause you to i mean it can have a you know it can become a vicious cycle Which means that you are under stress There is uncertainty at work And that is causing your blood pressure to go up And this elevated blood pressure and anxiety leads to short temperedness Because you are so worried about what is going to happen next And that in turn influences the quality of output you have or your productivity is affected by it negatively affected by it यह बहुत सारी समस्याओं का कारण हो सकता है यह आपके लिए एक कारण हो सकता है मेरा मतलब यह एक आप जानते हैं कि यह एक दुष्चक्र बन सकता है जिसका मतलब है कि आप तनाव में हैं वहां काम में अनिश्चितता है और यह आपके रक्तचाप को बढ़ा देगी और इस बढ़े हुए रक्तचाप और व्यग्रता आपको चिड़चिड़ा बना देगी क्योंकि आप चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है और यह आपके उत्पादन की गुणवत्ता या आपकी उत्पादकता पर प्रभाव डालती है प्रतिकूल प्रभाव डालती है और बदले में आप की नौकरी से निकाले जाने की संभावना बढ़ जाती है इसीलिए यह दुष्चक्र बन जाता है एक बहुत ही बुरा चक्र जिसे तोड़ना कठिन है तो व्यवहारिक परहेज जैसे कम प्रभावी प्रतिबद्धता ऐसा हो सकता है वहां बहुत अधिक तनाव है और आप कह सकते हैं कि यह एक कोशिश है तनाव से निपटने की मैं अपने कार्य से बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रखूंगा यह कैसे संभव हो सकता है जब तक आप अपना दिल आत्मा और खून पसीना अपनी नौकरी के लिए नहीं देते हैंजैसा आप चाहते हैं वैसा प्रदर्शन करने में आप सक्षम नहीं हो सकते हैं तो कुछ भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता जब लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ जब तक आपको अपने कार्य से लगाव नहीं होगा जब तक वहां भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा आप अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं यह मेरा व्यक्तिगत एहसास है और निश्चित ही मैं अपने विचार को बदलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे कम से कम विश्वसनीय तर्क की आवश्यकता है यदि आप सामान्य मानव हैं तो मुझे नहीं लगता यह संभव है कि आप अपनी नौकरी से पूरी तरह से अलग रहे तो आप स्थितियों से बचना शुरू करते हैं जो कि आप में उन भावनाओं को पैदा कर सकते हैं जो तनाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं धूम्रपान या शराब या भोजन विकारों जैसे घातक व्यवहार में वृद्धि पुन दूसरा प्रभाव है वहां अत्यधिक तनाव है आप धूम्रपान शुरू कर देते हैंआप शराब का सेवन शुरू कर देते अब बहुत अधिक खाने लगते हो या खाना बिल्कुल छोड़ देते हो आप सिर्फ जंक फूड पर जीवित रहते हैं और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है संगठनात्मक स्तर पर बहुत अधिक तनावके परिणामस्वरूप पारिश्रमिक दावों में वृद्धि हो सकता है लोग इस बात का लिखित हिसाब रखना शुरू कर कर देते हैं कि संगठन कैसे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इसे अदालत में पेश किया जा सकता है और यदि एक संगठन के रूप में आप सावधान नहीं रहे तो आप मुकदमा के उत्तरदायी हो सकते हैं आप अपने कर्मचारियों पर बहुत अधिक तनाव डालते हैं और कर्मचारी विभिन्न कारणों से मेरा मतलब है कि दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करने में सक्षम हैं कि संगठन द्वारा उत्पन्न तनाव ने उन्हें एक निश्चित तरीके से प्रभावित किया है तब आप नुकसान के उत्तरदायी होंगे जिसके लिए वह आप पर मुकदमा करते हैं संगठन को छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी यह स्पष्ट है कुछ लोग दबाव महसूस कर रहे हैं कुछ लोग थकान महसूस कर रहे हैं कुछ लोग अक्रियाशीलता महसूस कर रहे हैं कुछ चिंतित हैं तो सभी चीजें बातें कुछ लोग की संगठन छोड़ने की प्रवृत्ति को बढा देंगे निश्चित ही उत्पादकता घट जाएगी तनाव का प्रतिरूपमॉडल पर्यावरणीय कारण आर्थिक अनिश्चितता राजनीतिक अनिश्चितता तकनीकी बदलावनई तकनीक का आना मतलब यह सभी तनाव के संभावित स्रोत हो सकते हैं संगठनात्मक कारण कार्य की मांग बढ़ सकती है भूमिका की मांग बढ़ सकती है अंतर व्यक्तिगत माँगे बढ़ सकती है व्यक्तिगत कारण आपके परिवार में कुछ चल रहा है वह आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है तथा यह आपके उत्पाद को प्रभावित करता है मैं पुन आपसे कहती हूँ जैसा मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि मैं मानव हूँ मैं यंत्र नहीं हूँ मैं रोबोट नहीं हूँ आप जानते हैंयदि परिवार में कोई परेशानी होगी कोई बीमार होगा कोई मर गया होगा यह आपके कार्य को प्रभावित करने जा रही है क्योंकि मैं अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक बेटी भी हूँ एक बहन भी हूँ मैं भी हूँ आप जानते हैं मेरा मतलब है यह सभी हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि बेटी की भूमिका अलग रख दूँ या मैं बहन की भूमिका और एक तरफ रख दिया और कहते हैं नहीं आज मैं सिर्फ एक कर्मचारी रहूँगी क्योंकि ये सारी चीजें मुझे कार्य तनाव दे सकते हैं यह भी एक बड़ा कारण है पुनव्यक्तिगत अंतर तनाव में कितने सहयोग करती जो मैं महसूस करती हूँ यह मुझे शारीरिक लक्षण दे सकते हैं यह मुझे सिर दर्द दे सकता है यह उच्च रक्तचाप दे सकता है ऐसे में हृदय रोग की संभावना हो सकती है हृदय रोग के शारीरिक लक्षण हैं चिंता अवसाद कार्य संतुष्टि में कमी है कारण परिवार हो सकता है और कार्य में असंतुष्टि का भाव भी हो सकता है मेरी सहनशीलता घट जा सकती है व्यवहारिक लक्षण उत्पादकता घट जाती है है अनुपस्थिति बढ़ जाती है मेरा अभी मन नहीं है कुछ दिन काम पर जाने का क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ तो आप जानते हैं इक्का दुक्का टर्नओवर तो इन सभी चीजों से प्रभावित होते हैं तनाव को आप कैसे संभालेंगे व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं शारीरिक व्यायाम मदद करता है विश्वास करें या नहीं आप टहलने के लिए बाहर निकल सकते हैं कुछ संगठनों ने अपने परिसर में जिम व्यायामशाला बना रखा है आप जानते हैं के भवन में वहां व्यायामशाला जिम है वहां मुक्केबाज़ी का कमरा पंचिंग रूम हो सकता है आप जाते हो आप पंच करते हो आप वहां अपने अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं और आप वापस आते हैं और यह आपकी तनाव निर्गमनकम करने में मदद करता है तनाव मुक्ति तकनीक अब मैं चाहूँगी कि कैमरा हाथों पर केंद्रितफोकस करें यह निचोड़ गेंद दिए गए हैं लेकिन अभी हमारे पास उनमें से एक नहीं है लेकिन तब आपको ज़रूर जानना है तब आप जानते हैं आपके संगठन में भी आपके पास निचोड़ गेंद होते हैं आप बस निचोड़ गेंद के खिलाफ अपनी मुट्ठी कसकर बंद करो आप क्या करते हो और अपनी मुट्ठी खोल देते हो और आप यह करते हो मेरा मतलब सिर्फ आप मुझे देखो और इस व्यायाम को शायद 5 या 6 बार करो अपनी मुट्ठी को कस कर बंद करो और खोलो और अपनी उंगलियों को जितना संभव हो सके बाहर की तरफ फेको सिर्फ ऐसा करो और और या आप अपनी बाहों को पूरा फैलाएं ऐसा करें या ऐसा करें आप अपनी बाहों को ऊपर उठाए या तो ये सारी चीजें मेरा मतलब कसरत सहायता करता है सिर्फ गर्दन की सामान्य कसरत आप बस ऐसा कर सकते हैं इससे सहायता मिलेगी अपने कंप्यूटर के सामने 1 घंटे तक बैठने के बाद बस आप अपनी गर्दन को घुमाएं या तो इस कसरत को शायद आप दो तीन बार दोहराए इससे तनाव से मुक्ति में मदद मिलेगी तो यह सभी तनाव मुक्ति के तकनीक हैं अपनी आँखें बंद करें और गहरी सांस लें यह मदद करेगा बस ऐसा करें आप अपनी आँखें बंद करें गहरी सांस लें बहुत आसान है मैं योग की ज्ञाता नहीं हूँ तो अगर यहां पर कोई योगी है तो मुझे माफ करें मैं तो बस वही दिखा रही हूँ जिससे मुझे मदद मिली है यद्यपि यह बहुत आसान है तनाव मुक्ति में यह आपकी मदद करेंगे सफाई करें प्रत्यायोजन निश्चित तौर कोई हो जो आपके कार्य का कुछ हिस्सा को पूरा करें तो आप जानते है कि आप अपने काम का कम तनावपूर्ण हिस्सा अपने कनिष्ठ सहयोगी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं या कोई है जो आपकी मदद कर सकता है शारीरिक और मानसिक कोलाहल को दूर करे इस पर बहुत अधिक बल नहीं दे सकती हूँ अगर आप अपने कार्य में तनाव महसूस कर रहे हैं मेरी सलाह है अब शायद 15 से 20 मिनट समय दे सकते हैं और बस अपने कार्यालय को व्यवस्थित करें अपने दराज़ों की तलाशी ले अनावश्यक कागज़ों को बाहर निकालें उन्हें आप कई टुकड़ों में आप जैसा आप चाहते हैं और अनावश्यक कागज़ों को उन फटे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दें कृपया महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के साथ ऐसा ना करें अब जानते हैं जिन बिल की अब आपको जरूरत नहीं है या कागज या नोटिस की कॉपी जो अब मान्य नहीं है या इन तरह की चीजें आप जानते हैं हम सभी में ऐसी चीजों को जमा करने की प्रवृत्ति होती है तो बस आप इन्हें ले और अगर कुछ नहीं मिलता है तो बस एक पुराना समाचार पत्र ले और उसको हजार टुकड़ों में फाड़ दे और उसे कूड़ेदान में फेंक दें और इससे आप बहुत सहज महसूस करेंगे आप मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था और भिन्न रणनीतियों को कैसे साफ करेंगे कुछ ऐसा तलाश करो जिससे आपको खुशी मिलती हो ऐसी चीजों की सूची तैयार करो जो आपको चिंतित करती हो और उन्हें प्राथमिकता क्रम दें अभी मुझे क्या करने की आवश्यकता है क्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है कल तक क्या इंतज़ार कर सकते हैं क्या परसों तक इंतज़ार कर सकते हैं ऐसी एक सूची बनाएँ और सोने से पहले इस सूची को देखें और कल जो कुछ भी कर सकते हैं अपने तकिए से कहें और कहे कृपया कल सुबह तक मेरे सारे तनाव को दूर रखें कृपया कल तक सुबह मेरी चिंताओं को पकड़े फिर से अपने सिर पर मैं भार ले लूँगा और मेरा विश्वास करो तत्काल तुम्हारा तकिया आधे तनाव का ख्याल रखता है इस विधि को आत्मसुझाव ऑटोसजेशन कहा जाता है मैं कोई प्रशिक्षित तनाव निवारक या विश्राम चिकित्सक नहीं हूँ लेकिन ये बहुत सरल तकनीकें हैं जो इस अव्यवस्था को दूर करने में आपकी मदद करती हैं निश्चित तौर पर प्राथमिकता दें और बड़े लक्ष्यों को छोटे और प्राप्य लक्ष्यों में विभाजित करें आपके पास एक परियोजना है आप जानते हैं कि इस परियोजना को 3 साल में पूरा करना है तो जो कुछ भी आपको करना है उसको आप वर्ष वार में बांट दें फिर उस वर्ष वार बटवारा को महीने वार बांट दें फिर इसे सप्ताह वार में विभाजित कर दे और निर्णय ले कि हफ्ते के अंत तक मुझे क्या करने की आवश्यकता है मुझे पहले इसे पूरा करने दो और शेष की चिंता बाद में और यह आपको अत्यधिक संतुष्टि देगा और आप जानते हैं आप देखते है कि आपने हर एक हफ्ते में क्या किया है या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में तीन हफ्तों के बाद आप पुन योजना को देखें आपने कितना काम पूरा किया है और यह आपको आगे के चरणों में प्रोत्साहन देगा संगठनात्मक स्तर का प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारण में मदद करता है साथ ही प्रशिक्षण आपको उन चीजों को जानने में मदद करता हैजिन चीजों के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण करते रहने से नियमित एवं उचित प्रति पुष्टि में मदद मिलती है प्रति पुष्टि कि हमें आवश्यकता है अगर आपके पर्यवेक्षक के पास आपकी प्रति पुष्टि देने के लिए समय नहीं है तोआप अपने पर्यवेक्षक से मिलने का एक निश्चित वक्त निर्धारित करने की कोशिश करें या निर्धारित करें तथा प्रति पुष्टि के लिए पर्यवेक्षक से निवेदन करें यह आपको बहुत अधिक मदद करेगा मानव संसाधन पेशेवर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है उन कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं हम कर्मचारियों के लिए छोटे साध्य लक्ष्य का निर्धारित कर सकते हैं हम नियमित प्रति पुष्टि दे सकते हैं हम नियमित एवं उचित प्रति पुष्टि के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं हम अपने कर्मचारी से सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि आप अपनी संप्रेषण कौशल को बेहतर बनाएँ मेरे विचार से किसी व्यक्ति को कहने के लिए बहुत अस्पष्ट बात है व्यक्ति पूछता है कि उसके संप्रेषण कौशल में क्या गलत है आप कहते हैंसभी चीज गलत है आप एक अच्छे संप्रेषककम्युनिकेटर नहीं हो आपका क्या मतलब है कृपया मुझे बताएं तब आप कहते हैं ठीक है आप शब्दों के उच्चारण सही से नहीं करते हैं कृपया आप अपने शब्द को शुरू तथा अंत करें आख़िरी शब्दांश तो मत खाओ और फिर यह सूचना पाने वाले व्यक्ति को एहसास होता है कि यह एक चीज है जिसे मुझे सुधारने की आवश्यकता है तो आप इस तरह की चीजों को जानते हैं इसीलिए आप को बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा कार्यों की पुनर्रचना आप घर से काम करना को शामिल कर सकते हैं आप यहां सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं तो चाहे जो कुछ हो कर्मचारी की सहभागिता बढ़ाना दूसरी बात है आप इसे भी शामिल कर सकते हैं कर्मचारियों की सहभागिता उन कार्यों में जो उन्हें दिए गए हैं या उन निर्णय में जो संगठन लेता है कर्मचारियों के साथ विधिवत संप्रेषणसंवाद को बढ़ाएं उन्हें बताएं क्या चल रहा है जैसा मैंने कहा कोई भी अनिश्चितता पसंद नहीं करता है अनिश्चितता तनाव का एक बड़ा कारण है तो आप बस अपने कर्मचारियों से कहिए आपको उनसे किस कार्य की आवश्यकता है क्या चल रहा है संगठन में यह उनके तनाव के स्तर को कम करेगा यह उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा मैं आपसे कह रही हूँ और वे आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे संगठन समर्थित कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में हम बात करेंगे लचीला समय और घर से काम करना लोगों को कुछ नियंत्रण देता है यह कुछ बदलाव है जिन्हें आप जानो आप उन्हें रचनात्मक होने दें काम के घंटों में उनके आने के समय में उन्हें कुछ लचीलापन दें और निश्चित तौर पर यह संगठन पर निर्भर करता है लेकिन यथासंभव उनकी मदद करेंऔर यह आपकी मदद करेगा अगर आपका संगठन प्रबंध कर सकता है तो उन्हें घर से काम करने की अनुमति दें यह उनके लिए बहुत मददगार होगा इस तरह वे एक अच्छा कार्य जीवन संतुलन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इस व्याख्यान के दूसरे भाग में कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण की चर्चा करेंगे तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और मैं इस विषय को अगले भाग में भी जारी रखूंगी